तो अब हम फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग फैसिलिटी कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका कांसेप्ट क्या है और IIOT के बारे में बताएंगे जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा है के यह उद्योग 40 अवधारणा के विकास में प्रमुख योगदानकर्ता है प्रोफेसर एस के पाल हमको समझाएंगे की इस तरह का फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग साइबर फिजिकल सिस्टम्स पर क्या प्रभाव पड़ता है तो हम आप को संक्षिप्त में बताएंगे कि साइबर फिजिकल सिस्टम्स क्या करता है इस उद्योग में एक फिजिकल सिस्टम है अर्थात मशीन जो वास्तव में साइबर कॉम्पोनेंट का प्रदर्शन कर रही है अब हम जो आपको मशीन दिखाने वाले हैं वह सेंसर द्वारा सुसज्जित है यह सेंसर कई सारा डाटा को इकट्ठा करता है और उसके आधार पर कुछ क्रियाशीलता होती है और फलस्वरुप किसी प्रकार का नियंत्रण भी होता है इसीलिए हमारे पास सेंसिंग घटक सभी काम करने वाले हाथ है तो यह cyber physical सिस्टम है और फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है तो यह उद्योग 40 के विकास में प्रमुख योगदान कर्ता है प्रोफेसर पाल क्या आप हमें समझा सकते हैं कि फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग कैसे काम करता है जी शुक्रिया प्रोफ़ेसर मिश्रा फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग एक सॉलि़ड स्टेट जॉइनिंग प्रोसेस है यह एक एडवांस टेक्निक है जो फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस से काफी अलग है फ्यूजन वेल्डिंग में हम सामग्री को पिघलाते हैं और उसके बाद इसे प्राप्त करते हैं और सॉलिडिफिकेशन करने के बाद हम सबको जोड़ देते हैं तो मैं आपको जल्दी से इस प्रोसेस के बारे में समझा देता हूं मैं आपको एक उदाहरण देता हूं अगर हम इन दोनों प्लेट को जोड़ दें तो यह दोनों आजू बाजू में जुड़ती है और हम आरक वेल्डिंग कंफीग्रेशन में इस टूल का इस्तेमाल करते हैं यह टूल का एक प्रोजेक्टेड अंश है जिसे हम पिन कहते हैं और दूसरा सपाट अंश जिसे हम शोल्डर कहते हैं इस प्रकार यह उपकरण घूमता है और इस जोड़ने वाली रेखा को यह तब तक होता है जब तक कि यह सपाट भाग उपकरण की ऊपरी सतह पर ना छू जाए इसीलिए टूल के मंच पर और सतह के बीच में फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन के वजह से गर्मी पैदा हो रही है और उस वजह से प्लास्टिक पिघल रहा है और पिन की गति से मटेरियल एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है इधर से ऑपरेशन स्टार्ट होता है रिलेटिव मूवमेंट के वजह से दो चीजें जोड़ रही है तो जब टूल ऊपर आता है तब वहां पर एक छेद छोड़ जाता है तो इस प्रोसेस का लाभ यह है कि यहां पर कोई मेल्टिंग नहीं होता यह सिर्फ एक सॉलिड जॉइनिंग प्रोसेस है कई सारे उद्योगों ने इस प्रोसेस को अलग अलग आवेदन के लिए अपनाया है एप्पल एप्लीकेशन की तरह और भी कई सारे आवेदन है यह कंप्यूटर को आगे से और पीछे से फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस के मदद से वेल्ड किया है हमारे पास एक और उदाहरण है हाई स्पीड रेलवे कैरिज स्पेस शटल परंतु यह सारे विदेशी उद्योगों में बनाए गए हैं भारत में ऐसा कोई उद्योग नहीं है जो यह प्रोसेस को इस्तेमाल करता है लेकिन ISRO के चेयरमैन डॉक्टर सिवान ने यह बोला है कि जो सेटेलाइट लांच करने वाले हैं उसमें इस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे जिससे पेलोड बढ़ाई आए है What इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमें हमेशा लाइट वेटिंग के बारे में सोचना पड़ता है लाइटवेटिंग का मतलब है कि डिसिमिलर मैटेरियल वेल्डिंग होता है हमने एल्युमीनियम और स्टील जैसे कई उदाहरण लिए हैं हमने LAP का उपयोग किया है इसलिए हमने इस सारी प्रक्रिया को बेनकाब कर दिया है लेकिन इन दिनों प्रत्येक उद्योग में उद्योग 40 की अनुपस्थिति के अनुपालन की तलाश है इसलिए इस अनुपालन के लिए मुख्य बात यह है कि जैसा कि आपने उल्लेख किया है कि सेंसर विभिन्न प्रकार के होते हैं जो डाटा कलेक्ट करते हैं और हम उस पर काम कर सकते हैं सेंसर इंफॉर्मेशन और एनालिसिस के आधार पर प्रोसेस को कंट्रोल करना पड़ता है और प्रतिक्रिया का होना यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है तो क्लाउड से ऑनलाइन कंट्रोल ऑनलाइन मॉनिटरिंग और एनालिसिस कंट्रोल होता है इस मशीन में हमने 2 प्रकार के सेंसर लगाए हैं नोड सेंसर जो पहले से ही लगाया गया है जो जानकारी को लाता है क्योंकि अगर वेल्डिंग के दौरान कोई दोष निकल कर आया वह इस बल का प्रतिबंब होगा उसी प्रकार यह फोर्स डाटा क्लाउड में भेजा जाता है हमने पावर सेंसर को भी प्राप्त किया है पावर को दोषों के बारे में प्रत्यक्ष संकेत मिला है वह हमको अलग अलग प्रकार के दोष भी बताती है और कितनी गहराई से वह बिगड़ा है वह भी जानकार करवाता है इसीलिए दोष की विभिन्न किस्मों के आधार पर हस्ताक्षर बदल जाते हैं और साथ ही हस्ताक्षर की खराबी की गंभीरता भी बदल जाती है तो हमने यह सारी जानकारी क्लाउड में भेज दी और डिसीजन बॉक्स है जो एक इंजन की तरह काम करता है तुम मूल रूप से एनालिटिक्स क्लाउड पर प्रदर्शन किया जाता है जैसा कि आपने कहा एनालिटिक्स क्लाउड में प्रदर्शित किया जाता है और डिसीजन नॉलेज बॉक्स से निकलता है तो डाटा क्लाउड मशीन से जानकारी भेजता है और जैसे ही आप वेल्डिंग पैरामीटर की स्पीड और लिनियर स्पीड को बढ़ाएंगे तो केस पूरा अलग हो जाएगा मूल रूप से कार्य की सटीकता को इस पूरे प्लेबैक चक्र की मदद से नियंत्रित किया जा सकता है प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको मशीन के परफॉर्मेंस के बारे में समझना होगा भले ही आप ऑप्टिमम पैरामीटर्स सेट कर रहे हो लेकिन आप वास्तविक गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं है परंतु अनिवार्य रूप से आप इसे प्राप्त नहीं करेंगे तो सबसे पहले आपको वेल्डिंग की क्वालिटी को देखना होगा या फिर प्रोडक्ट के प्रोसेस के बारे में जानना होगा फिर उस हिसाब से आप पैरामीटर बदल सकते हैं तो यह इस उद्योग 40 का सार है हम इस उद्योग में फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग प्रोसेस पर भी काम कर रहे हैं जैसे एक इंसान सोशल मीडिया पर सोसायटी के साथ वार्तालाप कर सकता है वैसे ही हर मशीन को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है ताकि एक मशीन का नॉलेज दूसरी मशीन भी पढ़ सके एक मशीन को दूसरी मशीन के साथ जोड़ना उद्योग 40 का उद्देश्य है हां दो प्रोसेसेस के बीच कनेक्टिविटी होना जरूरी है जब आप उद्योग 40 कहते हैं तो आप अनिवार्य रूप से आप इन विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों को जानते हैं कि मशीनें और हम अन्य मशीन के साथ कैसे बातचीत करते हैं और सप्लाई चैन लाइन भी इसका मतलब है इस क्रम में कैसे सामग्री के आने और बाहर जाने के साथ पूरे उत्पाद में कच्चे माल की सप्लाई को शामिल करने से शुरू होने वाले बदलाव है आपको यह सोचना होगा कि यह साइबर सिस्टम और फिजिकल सिस्टम से जुड़ा है या नहीं उद्योग 40 अनिवार्य रूप से बहुत अच्छा है शुक्रिया अब हम इसे देख सकते हैं मैं मिस्टर देवाशीष मिश्रा को बुलाना चाहता हूं और मेरी उनसे विनती है कि वह उद्योग 40 के प्रोसेस एनालिसिस के बारे में बताएं तो मिस्टर देवाशीष मिश्रा इस मशीन को शुरू करेंगे और हमें बताएंगे कि वेल्डिंग प्रोसेस कैसे होता है यह हमें इस मशीन के दोष दिखाएंगे और यह दोष एक टाइम के बाद कैसे मिट जाते हैं उसके बारे में भी बताएंगे मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक जोड़ने का प्रयास करती है इसीलिए मूल रूप से ऑनलाइन क्वालिटी चेक करना बहुत जरूरी है वरना पूरा टूल रिजेक्ट हो जाएगा देवाशीष क्या आप मशीन को जल्द शुरू कर सकते हैं और प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे बुरे गुण बदलते जा रहे हैं और अच्छे के साथ आ रहे हैं तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वह फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग मशीन है फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग दो अलग मेटीरियल के ऊपर काम कर सकता है यह मशीन लीनियर जॉब कर सकती है यानी दो अलग अलग मटेरियल को एक साथ वेर्ल् ड करके लीनियर बना सकती है मेरे साथ मिस्टर देवेआशीष मिश्रा है जो इस काम में माहेर रहे है और हमें इसके बारे में विस्तार से बताएंगे पर उसके पहले मैं आपको विस्तार रूप से यह मशीन के उद्देश्य के बारे में बताना चाहता हूं तो हमने साइबर फिजिकल सिस्टम्स और इंडस्ट्रियल IOT के बारे में पढ़ा है तो यह बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि cyber physical सिस्टम कैसे काम करता है तो मैंने पहले आपको बताया है कि साइबर कॉम्पोनेंट और फिजिकल कॉम्पोनेंट कैसे काम करते हैं तो अलग अलग प्रकार के सेंसर होते हैं जो अलग पैरामीटर को भेजे जाते हैं तो सेंसर मापदंड लिया जाएगा और फिर कुछ गणना की जाती है और गणना के आधार पर कुछ नियंत्रण प्राप्त होते हैं जो इस विशेष प्रणाली पर भी लागू होता है साइबर फिजिकल सिस्टम्स का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण यह है कि जहां पर फेंसिंग कॉम्पोनेंट कंप्यूटिंग कंपोनेंट और कंट्रोलिंग एक साथ काम करते हैं उद्योग 40 ऐसे प्रकार के सिस्टम काफी महत्वपूर्ण होते हैं तो मिस्टर मिश्रा क्या आप इस मशीन का फंक्शन हमें बता सकते हैं तो यह प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर इस मशीन के अंदर ही लोड सेल्स है जो 10 किलो न्यूटन केपेसिटी इंच के है तो यह फोर्स सेक्शन को डायरेक्शन और यूटिलाइजेशन देता है इसके अलावा हमारे पास स्पीड सेंसर है जो मशीन की रोटेशनल स्पीड को सेंस करता है जब वह वेल्डिंग करता है रोटेशनल स्पीड और ट्रैवल स्पीड के अलावा हमारे पास अलग अलग पैरामीटर्स भी है हालांकि इस मशीन में हम रियल टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते यह सेंसर कहां पर है हमारे पास दो एलुमिनियम प्लेट है जो एक दूसरे के बहुत करीब रखा गया है और यह टूल इन दो मटेरियल को वर्ल्ड करेगा तो दो मटीरियल है हमारे पास एक एलुमिनियम और दूसरा तील हां यह एक H1 टूल है हां इसको वर्कपीस के हिसाब से फैब्रिकेट किया गया है इस मटेरियल की मोटाई 25 mm है हमारे पास 1 पिन है जो 22 mm लंबाई की है और यह पिन का डायमीटर है जो 5 mm है यह 30mm डायमीटर का है क्या हम देख सकते हैं कि यह कैसे काम करता है यह एक GY यह रिमोट कंट्रोल पैनल है और मैं यह सिक्योरिटी चालू कर दूंगा आप इस मशीन को रिमोट के साथ चालू कर सकते हैं रिमोटली आप इस मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं हमने पहले से ही रोटेशनल स्पीड और पावर स्पीड को ऐसे सेट किया है कि वह कुछ पाने के लिए बाध्य है यहां पर आप एक वर्टिकल मिलिंग मशीन कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मशीन देख सकते हैं जैसा कि आपको पता है कि मिलिंग मशीन कुछ मेटल शीट को चिकनी करने के इस्तेमाल करते हैं और यह विशेष मिलिंग मशीन कुछ ऐसी है जिसे विभिन्न तकनीकों की मदद से एक घर्षण वेल्डिंग मशीन में बदल दिया गया है जिसे मिस्टर महाथ्वा द्वारा समझाया जाएगा जो इस विशेष प्रयोगशाला में PhD विद्वान हैं यह वर्टिकल मैन्युअल मिलिंग मशीन है और इस मशीन में स्पिंडल स्पीड है और टेबल भी है यह टेबल लगभग 600 किलोग्राम का वजन ले सकता है और स्पिंडल RMP 315 RMP से 1800 RMP तक होता है और उसी समय यह टेबल X एक्सेस Y एक्सेस और Z एक्सेस कहीं पर 16 पर मिनट से 1600 मिनट तक घूम सकता है तो स्पिंडल स्पीड की मदद से और उच्च वजन की उठाने की क्षमता से यह मशीन फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग के सामान और असमान मटेरियल में इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं हमने इस मशीन को मैन्युअल FSW मशीन में बदल दिया है और FSW मशीन के द्वारा एल्यूमीनियम शीट पर भी काम किया है और उसका वेल्डिंग प्रोसेस को मॉनिटर भी किया है हमने इस प्रोसेस को सेंसर से इंटर रिलेट भी किया है स्पिंडल के साथ पाईजोइलेक्ट्रिक डायनामोमीटर भी लगाया है जो वेल्डिंग फोर्स के मूवमेंट में मदद करता है विल्डिंग और हीट इनपुट पावर सेंसर का इस्तेमाल करके हमें यह पता लग सकता है कि यह मशीन में कितना इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम किया है सिंगल फ्लोर स्टर वेल्डिंग को चार्ज एम्पलीफायर के साथ जोड़ा गया है और इस पीज़ोइलेक्ट्रिक डायनेमोमीटर के अंदर कुछ पीज़ोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं तो जब भी स्पिंडल कुछ प्रकार का फोर्स महसूस करता है तब इलेक्ट्रिक वोल्ट जनरेट होता है जो सेंसर को इस्तेमाल करने पर कंप्यूटर पर रिकॉर्ड किया जाता है धन्यवाद